अब यदि आप यह वाला दो पद लेते हैं तो 2 आ रहा है मतलब यह वास्तव में एक द्विघात है मैं आपको इस समीकरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण दूँगा उदाहरण के लिए m 2 लें इसका मतलब है PLossi12j12PgiBijPgj है ठीक इसलिए PLossPg1B11Pg1Pg1B12Pg2Pg2B21Pg1Pg2B22Pg2Pg12B11B12Pg1Pg2B21Pg1Pg2B22Pg22 सामान्य रूप से लिखते है और यदि B12 और B21 बराबर है तो तब यह PLossPg12B112B21Pg1Pg2B22Pg22 हो जाएगा अब यदि आप Pg1 के संबंध में डेरीवेटिव लेते हैं तो यह 2Pg1B112B12Pg2 पद होगा वास्तव में यह एक द्विघात है यदि आप इसका विस्तार करते हैं और यदि आप डेरीवेटिव लेते हैं तो आपको यह मिलेगा ठीक इसीलिए जब आप इस पद को सामान्य रूप से डेरीवेटिव लेते हैंयह एक सामान्य अभिव्यक्ति है उस समय डेरीवेटिव के कारण केवल एक सिग्मा होता है 2 सिग्मा नहीं होता है ठीक तो यह dPLossdPgi2j1mBijPgjहोगा तो यह 2Pg1B112B12Pg2 होगा ठीक इसलिए यही कारण है कि यह समीकरण आपका dPLossdPgi2j1mBijPgj बन गया है तोवास्तव में आपका यह 2 पद आता हैं अब वास्तव में जब भी हम इन सभी प्रकार की चीजों को बना रहे हैं और यदि आप मेरे सामने हैं तो लिखावट में छोटी सी छोटी सी त्रुटि आप मेरे लिए ब्लैक बोर्ड पर सही कर सकते है लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है ठीक तो इस प्रकार यह आपका dPLossdPgi है अब समीकरण 55 और 56 ठीक तो यह आपका समीकरण 55 और 56 है तो आप क्या करते हैं आप इस मान को यहाँ प्रति स्थापित करते है यहाँ आप dPLossdPgi के मान को प्रति स्थापित करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो यह समीकरण bi2diPgi2λj1mBijPgjλ हो जाएगा यह bi2diPgi2λBiiPgi2λj1 j≠imBijPgjλ के बराबर है तो अब इस समीकरण से आप लैम्ब्डा लिख सकते है इस समीकरण से आप Pgiλ bi 2λj1 j≠imBijPgj2diλBii लिख सकते है यह समीकरण 57 है ठीक अब kth इटरेशन पर यह समीकरण 57 को हम इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते है यहाँ रखे तोPgiK bi 2Kj1 j≠imBijPgj 2diKBii यह समीकरण 58 है यह Pgi है यदि आप इसका समेसन लेते है तो यह i1mPgiPLPLoss मतलब कुल जेनरेशन लोड प्लस लॉस के बराबर होता है इसी प्रकार समीकरण 59 में समीकरण 58 को प्रति स्थापित करते है मतलब यह PgiK समीकरण के अभिव्यक्ति को यहाँ इस सिग्मा में प्रति स्थापित करते हैं तो आपकोi 1m K bi 2Kj1 j≠imBijPgjK 2diKBii PLPLossk प्राप्त होगी यह पूरी चीज वास्तव में f का एक फंक्शन है क्योंकि पहले हमने f बराबर PLPLossK देखा है ठीक तो यह पूरा समीकरण यह चीज वास्तव में f के रूप में है ठीक इसका मतलब है आपको dfdλ की आवश्यकता है इसका मतलब है पूरी चीज की आपको डेरीवेटिव लेनी है क्योंकि आपको इसे पुनरावृति तरीके से हल करना है इसका मतलब है इसी तरह यह fPLPLossK है इसे समीकरण 61 अंकित करते है मुझे आशा है कि आप इसे समझ गए हैं यह गणित है थोड़ा आपको समझना होगा ठीक इसलिए जब मैं संख्यात्मक लूँगा उस समय आप अधिक समझेंगे लेकिन अभी देखें अब सवाल है किसी भी ऑपरेटिंग बिंदु लैम्ब्डा k पर जैसा कि आपने इससे पहले भी इसे टेलर सिरीज़ में विस्तारित किया है इसका मतलब है fKdfdλKPLPLossK और हमने Pgdf dλ देखा है ठीक और PgdfdλPgi1mdPgidλ इस समीकरण को आप देखें मूल रूप से हमने यहाँ पूरी Pgiअभिव्यक्ति को प्रति स्थापित किया हैं तो इसका मतलब है यह PgPLPLossK fK सभी जेनरेशन का फंक्शन है और प्रत्येक पुनरावृति पर आपका जेनरेशन बदल रहा है लेकिन लोड नियत है किंतु लॉस भिन्न होगा क्योंकि लॉस जेनरेशन का फंक्शन है तो इसका मतलब है लोड लॉस fK fK kth पुनरावृति पर सभी जेनरेशन का योग है ठीक लॉस भी kth पुनरावृति पर बदल रहा है लेकिन कुल लोड नियत है तोयह i1mdPgidλ इसका मतलब है यदि आप इस समीकरण को के संबंध में डेरीवेटिव लेते हैं तो हम प्राप्त करते हैं कृपया आप इसका डेरीवेटिव ले मैं नही ले रहा हूँ तो मैंने वास्तव में यहाँ लिखा है i1mdPgidλi1mdiBiibi 2dij1 j≠imBijPgj 2diKBii2 यह समीकरण 64 है यह संपूर्ण वर्ग है वास्तव में यह समीकरण 64 है ठीक यह इस समीकरण 63 से ज्ञात है Pg ज्ञात है और समीकरण 64 से यह भी ज्ञात है यह 63 से ज्ञात है और यह 64 से ज्ञात है इसका मतलब हैआप आसानी से प्रत्येक इटरेशन में डेल्टा लैम्ब्डा k की गणना कर सकते हैं तो एक बार यह हो जाने के बाद अब यह K1 यह समीकरण 65 है मैंने आपको यह समीकरण 63 बताया था कि इसे इस तरह PgPLPLossK i1mPgi लिखा जा सकता हैयह समीकरण 66 हैं यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक हमें इस पूर्ण अंतर का योग नहीं मिल जाता है यह चीज एप्सिलॉन से कम है तो हल अभिसरित हैं तो हमने लैम्ब्डा को पुनरावृतिय तरीके से लॉस के साथ निर्धारित कर लिया है ठीक और लॉस के बिना ये चीजें बहुत सरल लगती हैं और लॉस के साथ कुछ और पद जोड़े जाते हैं तो यह चीज है तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए अब एक अनुमानित लॉस का फ़ॉर्मूला में मान लीजिए कि यह अनुमानित लॉस का फ़ॉर्मूला इस तरह दिया गया है तो PLossi1mBiiPgi2यह समीकरण 67 है इसका मतलब है Bij 00 के रूप में प्रयोग किया जाता है इसलिए यहाँ कोई भी Bijपद नही है केवल Bii है तब समीकरण 58 का पद घट जाएगा मेरा मतलब है उस समीकरण 58 में आप Bij 00 को प्रति स्थापित करते हैं लेकिन वहाँ सभी Biiपद होगा इसका मतलब हैkth पुनरावृति पर Pgi bi2diBiiहोगा यह समीकरण 68 है तब समीकरण 64 में उस समीकरण में आपका Bij पद वहाँ नहीं है ठीक इसका मतलब है कि यह समीकरण केवल i1mdPgidλi1mdiBiibi2diKBii2 होगा यह समीकरण 69 है यह एक सरल उदाहरण मैंने दिया हैं मेरा मतलब Bij वहाँ नहीं हैं तो यह आपका समीकरण 69 हैं तोइस तरह से आप के मानों को पुनरावृतिय रूप से प्राप्त कर सकते है तो अब हम इस पर एक उदाहरण लेते हैं तो तीन थर्मल प्लांट के लिए ईंधन की लागत फ़ंक्शन रुपये प्रति घंटे में दिया गया है C150041 Pg1015 Pg12 C240044Pg201 Pg22 C330040Pg3018 Pg32 पहले आप लाइन लॉस की उपेक्षा करें और जेनरेटर सीमा की भी उपेक्षा करें हम अगली समस्या में इस दोनों को मानेंगे ठीक तोअब आपको ऑप्टीमल डिस्पैच और ग्रेडिएंट विधि का उपयोग करके पुनरावृति तकनीक द्वारा कुल ईंधन लागत का पता लगाना हैं कुल लोड 850 MWहै तो अब इस डेटा का उपयोग करके a1500 b141 d1015a2400 b244 d2010a3300 b340 d3018 समीकरण 43 का उपयोग करके यह PgiK bi2di दिया गया हैं तो प्रारंभिक मानों को लेते है तो 150 bi और di आपको ज्ञात है ठीक सभी जेनरेटिंग कैरेक्टरिस्टकस के लिए C1C2C3 दिया गया है ठीक इसलिए प्रारंभिक मानों का उपयोग करके आप इस 1 50 का उपयोग करके गणना करते हैं पहले पुनरावृति पर Pg1Pg2Pg3 की गणना करें तो इस स्थिति में आपका Pg150 412×01530 MW Pg250 442×0130 MW और Pg350 402×0182777 MW प्राप्त होती हैं अब आपको इसे मिसमैच करना है Pgi बराबर कुल लोड माइनस कुल जेनरेशन यह सूत्र हैं तो इस प्रकार पहले पुनरावृति पर आपको पता चलता है कि क्या है तो पहले पुनरावृति में जब K1रखते है तो Pg850 3030277776223 MW मिलता है जो एक बड़ा अंतर है इसलिए आपको अगली पुनरावृति के लिए जाना होगा अब समीकरण 52 आप समीकरण 52 का उपयोग करके गणना करते हैPgi1m12diPgi1312di जो कि है जब k1 रखते है तब Pgi12d112d212d3सभी ये d1 d2 d3का मान ज्ञात है और यहाँ से आपका Pg1मान ज्ञात है तो अब आप की गणना करें ठीक तो इस स्थिति में डेल्टा Pgi12d112d212d37622312×015 12×01012×01868007 प्राप्त होता है इसके बाद दूसरे पुनरावृति Δ50680071186007 के साथ आप फिर से Pg1 Pg2 और Pg3 की गणना करते हैं अबदूसरी पुनरावृति 1186007 तो इस स्थिति में यह Pg11186007 412×015258669 MW हो जाएगी इसी प्रकार दूसरी पुनरावृति में Pg2 आप यहाँ प्रति स्थापित करेंगें तोPg21186007 442×0103730035 MWहो जाएगी तो Pg31186007 402×018218335 MWप्राप्त होगी तो इस तरह से Pg850 2586693730035218335 00075 मिलेगी हम 00075 प्राप्त कर रहे हैं ठीक इसका मतलब यदि आप इसका निरपेक्ष मान लेते है तो आपको 00075मिलेगा जो कि बहुत छोटा है और अतः हल दूसरी पुनरावृति के बाद अभिसरित हो गया है और इसलिए इष्टतम हल Pg1258669 MW Pg23730035 MW Pg3218335 MW λ1186007 RsMWhr होगा इसलिए कुल CTC1C2C350041×258669015×258669240044×3730035010×37300352 30040218335018218335 2 इसलिए अब हम इसी उदाहरण से जेनरेटर की सीमा को देखेंगे लेकिन हम जेनरेटर की सीमा को लेंगे तो 125≤Pg1≤300 ठीक 175≤Pg2≤350 और 100≤Pg3≤300 तो आपको ग्रेडिएंट विधि का उपयोग करके पुनरावृति तकनीक द्वारा ऑप्टीमल डिस्पैच का निर्धारण करना हैं सब कुछ डेटा सामान है जो कि पिछले उदाहरण में था लेकिन हम इस सीमा को लेंगे और आप देखेंगे कि परिणाम में क्या परिवर्तन हुआ हैं ठीक अब पिछले उदाहरण के दूसरे पुनरावृति के बाद जो कि उदाहरण 5 है दूसरे पुनरावृति के बाद हमें Pg1 258669 MW Pg2 3730035 MW और Pg3218335 MW मिला है अब यदि आप देखें तो Pg2 की निचली सीमा 175 है और ऊपरी सीमा 350 है लेकिन यहाँ Pg2 3730035 MW है इसलिए हम इस मान को नहीं ले सकते हैं हमें केवल इस सीमित मान 350 MW को लेना है इसका मतलब इस प्रकार यह इकाई अपनी ऊपरी सीमा पर नियत हो गई है जो कि Pg2 को 350 MW के रूप में लिया जाना चाहिए और इस मान पर नियत रखा जाना चाहिए इसका मतलब है Pg2 हमें 350 MW पर नियत करना है आप यह वाला नहीं ले सकते इसका मतलब है यह जेनरेटर 1 और जेनरेटर 2 संचालन में होगा क्योंकि इसकी सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ है यदि आप ऐसा करते हैं तो इस दूसरे पुनरावृति के बाद क्या होगा तो दूसरा पुनरावृति Pg850 25866935021833523 MW होगी अब हम Pg2 373 नहीं लेंगे ठीक क्योंकि यह सीमा का उल्लंघन कर रहा है हम केवल 350 ही लेंगे तो इस स्थिति में Pg223 MW हैं अब समीकरण 52 वास्तव में Pg2 आपकी 350 पर नियत है तो इस अभिव्यक्ति में 2312×01512×0183763 इस प्रकार 118600737631223637ठीक तो इसका मतलब आप इस लैम्ब्डा के साथ Pg1 Pg2Pg3 की तीसरी पुनरावृति की गणना करते है तो चूँकि Pg2 350 MW पर नियत है यह नहीं बदलेगी इसने अपनी सीमा को छुआ है Pg11223637 412×01527121 MW इसकी अधिकतम सीमा 300 है इसलिए छुआ नहीं है Pg2350 नियत है और Pg11223637 402×01822879 MW इसकी अधिकतम 300 है तो ये 2 की सीमा स्पर्श नहीं करता है लेकिन यह वहाँ है अब आप Pg3850 271213502287900 की गणना करते हैं तो Pg3तीसरी पुनरावृति पर 0 हो रही है इसका मतलब हल पूरी तरह से अभिसरित हो गया है ठीक तोइसका मतलब तीसरी पुनरावृति के बाद आपका Pg300हैं और इक्वालिटी कांस्ट्रेंट को पूरा किया जाता है और Pg127121 MW Pg2350 MW Pg322879 Mw and λ1223637 Rshr इसलिए मेरा आपसे केवल इतना अनुरोध है कि जो कुछ भी आप यहाँ देखते हैं वह सभी गणनाएँ वास्तव में मेरे द्वारा की गई हैं इसलिए यदि आपको कोई भी त्रुटि और कुछ गणना की त्रुटि या कहीं भी लिखावट की त्रुटि मिले तो कृपया मुझे बताएँ ताकि मैं इस चीजों को सुधार कर सकूँ मैं कई बार दोहराता हूँ क्योंकि इन सभी गणनाओं को मुझे स्वयं करना है और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जब आप इसको सुनते हैं तो आप बताएँ क्योंकि आपका सहयोग आवश्यक है अब अगला हम एक और उदाहरण लेंगे इसलिए अब उदाहरण 4 पर विचार करें हम पावर लॉस अभिव्यक्ति के साथ उदाहरण 4 को लेंगे यह लॉस की अभिव्यक्ति उदाहरण चार के समान डेटा के लिए दिया गया है लेकिन यह लॉस की अभिव्यक्ति हम इसे ले लेंगे PLoss00005Pg12000008Pg22 यह लॉस की अभिव्यक्ति दी गई हैB11और B22 यह B गुणांक अन्य चीजें हैं जो मैं आपको अंत में बताऊंगा जब यह इकॉनोमिक लोड डिस्पैच खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपके लिए प्राप्त करुंगा तो इस दोनों IC1 IC2 का हल समान हैं पहले हमने देखा है कि दोनों समान हैं वही डेटा आप ले रहे हैं और PL370 MW समान लोड हैठीक इसका मतलब है b141और d103520175 यहाँ 2 से विभाजित इसलिए है क्योंकि जब आप डेरीवेटिव लेते हैं तो यह वास्तव में b12d1 होता है जो कि आपका b22d2 है तो 2d1035 यहाँ भी 2d2035 यही कारण है कि d103520175 ठीक है उसी प्रकार d203520175 ठीक अब यह लॉस अभिव्यक्ति d103520175 दिया हुआ हैंB1100005 और B2200008 अब समीकरण 68 Pgi bi2diBii ठीक तो इस स्थिति में आपको क्या करना है आपको लैम्ब्डा के कुछ शुरुआती मानों से शुरू करना हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप लैम्ब्डा के प्रारंभिक मान मतलब 60 के बराबर ले सकते है तो इस प्रारंभिक मान के साथ आप इस समीकरण अभिव्यक्ति 68 में प्रति स्थापित करें तो आपको Pg1मिलता है इस अभिव्यक्ति में आप प्रति स्थापित करते हैं तो आपको Pg160 412017560×0000055337 MW प्राप्त होगा इसी तरहPg260 412017560×0000085283 MWप्राप्त होगा ठीक तो अब पावर लॉस अभिव्यक्ति आपको दिया गया है आप Pg1 Pg2 को प्रति स्थापित करें तो आपको PLoss00005×53372000008×5283203657 MW मिलेगा तो एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप मिस मैच की जाँच करते हैं तब आप Pg137003657 233752832641657 MW पाएंगे यह वास्तव में बहुत अधिक है इसलिए हमें अगले पुनरावृति के लिए जाना है और डेल्टा लैम्ब्डा को पता करना है तो समीकरण 69 से i1mdPgidλi1mdibiBii2diKBii2 उन मानों को रखें यदि आप ऐसा करते है तो i1mdPgidλd1b1B112d1KB112 d2b2B222d2KB222 आप सभी ज्ञात मानों को प्रति स्थापित करते हैंतो आपको 5551 प्राप्त होगा इसलिए यह आपका समीकरण 62 से Pgi12dPgidλ264165755514759 ठीक इसका मतलब60475910759 तो दूसरी पुनरावृति के लिए इस के मान को आप Pg1 और Pg2 अभिव्यक्ति में प्रति स्थापित करें आपको Pg118458 MWमिलेगा और Pg2 18134 MW प्राप्त होगा और पावर लॉस के लिए आपको समान अभिव्यक्ति मिलेगा Pg1 Pg2 रखें आपको 4334 MW मिलेगा ठीक